शुभ दोपहर हम 18 पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो एक नए विषय पर है यह सीक्वेंशियल नियंत्रण पर एक नया मॉड्यूल है इसलिए हम सभी प्रकार के कंट्रोलर देखेंगे जो सीक्वेंशियल नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है उन पर आज हम पहली नजर डालने जा रहे हैं अर्थात् प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या PLCs और हम पर आज प्रोग्रामिंग भाषाओं जो भाषा पीएलसी के लिए नियंत्रण कार्यक्रम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग की जाती हैं इसलिए हमेशा की तरह हम पहले निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखेंगे इसलिए पाठ को सीखने के बाद छात्र को एनालॉग और सीक्वेंशियल कंट्रोलर के बीच तीन अंतरों को बताने में सक्षम होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक रूप से एक इलेक्ट्रिकल या विनिर्माणमैन्युफैक्चरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग छात्र आमतौर पर एनालॉग कंट्रोल के संपर्क में रहते हैं जबकि इस तरह का नियंत्रण जिसे हम प्रकृति में अलग अलग मान रहे हैं इसलिए एनालॉग नियंत्रण और सीक्वेंशियल कंट्रोल के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है जाहिर है हमें पता होना चाहिएऔर एक छात्र को इंडस्ट्रियल सीक्वेंशियल कंट्रोल का एक उदाहरण देने में सक्षम होना चाहिए एक वास्तविक व्यावहारिक उदाहरण है और उसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर नियंत्रक हैं जो मुख्य रूप से उद्योग में सीक्वेंशियल नियंत्रण को लागू करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वह यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि तीन प्रमुख कार्य हैं प्रमुख कार्यात्मक विशेषताएं उन्हें प्रमुख कंपोनेंट्स पीएलसी के प्रमुख स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को भी जानना चाहिए और आपको पीएलसी में होने वाले एक विशिष्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए जोकि पीएलसी में उपयोग किया जाता है और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे नियंत्रण प्रदर्शन को प्रभावित करता है और आखिरकार वह यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि रिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम के विशिष्ट तत्व क्या हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक जिसका उपयोग पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है और इस भाषा में उपयोग किए गए प्रतीकों की विभिन्न व्याख्याओं को जानना चाहिएतो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि सीक्वेंशियल या लॉजिक कंट्रोल क्या है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह मौलिक रूप से भिन्न है मौलिक रूप से नहीं विभिन्न पहलुओं से अनुरूप नियंत्रण से काफी भिन्न हो सकता है इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह क्या है इसलिए मैंने इसका निर्माण किया और यह मेरी परिभाषा के शब्द हैं इसलिए यह एक है उन प्रणालियों के लिए नियंत्रण समस्याओं का वर्ग जहां इनपुट आउटपुट और फीडबैक डिस्क्रीट सेट वॉल्यू हैं वास्तव में मैं यह कहूंगा कि वे हैं नियंत्रण के उद्देश्य के लिए यह लिया जाता है कि उन्होंने कहा कि मूल्य यह इंटरमीडिएट वॉल्यू को नहीं हैं माना जाता है उदाहरण के लिए एक स्विच यह ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में 99999 प्रतिशत समय तक रहता है लेकिन जाहिर है कि यह इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है और यह समय इतना कम है कि हम इसे अनदेखा करना बेहतर समझते हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह है एक स्विच एक ऐसी प्रणाली है जो दो में से किसी एक स्थिति में रहती है इसलिए यह या तो ऑन या ऑफ है हम वास्तव में उस समय को अनदेखा करना पसंद करते हैं जब यह बंद हो रहा है क्योंकि यह हमारे लिए बहुत छोटा है इसका कोई परिणाम नहीं है इसलिए इनपुट और आउटपुट और फीडबैक डिस्क्रीट सेट वैल्यू हैं जैसे कि ऑन ऑफ और प्रॉब्लम आउटपुट के किसी विशेष मान या आउटपुट के कॉम्बिनेशन के होने या उत्पन्न होने से रोकने के लिए है इसलिए जब यह स्विच ऑफ होता है तो स्विच एक को नहीं होना चाहिए स्विच दो को ऑन नहीं होना चाहिए इसलिए आप इसे दैनिक जीवन से एक उदाहरण देते हुए जानते हैं यदि हम कहें तो हम रेलवे क्रॉसिंग के दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं इसलिए यदि आने वाली ट्रेन ट्रेन आने वाले सेंसर ऑन है तो गेट बंद होना चाहिए इसलिए कुछ विशेष संयोजनों की अनुमति है और कुछ या कुछ विशेष संयोजनों को निषिद्ध किया जा सकता है इसलिए नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य के सभी व्यवहार में सिस्टम आउटपुट के उन संयोजनों को या तो होना चाहिए या निर्दिष्ट के रूप में नहीं होना चाहिए इसी तरह हमारे पास समय की पाबंदी भी हो सकती है इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रेन आने के बाद सेंसर एक मिनट के अंदर गेट बंद हो जाना चाहिए इसलिए अब आप कुछ समय का प्रतिबंध दे रहे हैं इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम ट्रेन ऑन सेंसर के आने के एक मिनट के भीतर गेट बंद हो जाता है हम आउटपुट के कुछ सीक्वेंसेस को भी पसंद कर सकते हैं सही उदाहरण के लिए मान लें कि हम कहते हैं हम एक बफर लेते हैं जहां कुछ मशीन भागों का निर्माण कर रही है और फिर उन्हें समय समय पर बफर में डाल दिया जाता है इसलिए बफर उन स्टेट्स से होकर गुजरता है इसलिए शायद बफर कैपेसिटी दो है इसलिए और हर बार मशीन अलग हो रही है हम हैं बफर भरा जा रहा है इसलिए बफर को कभी भी ओवरफ्लो करने वाले स्टेट्स में नहीं जाना चाहिए इसलिए इसे भाग संख्या 0 भाग संख्या 1 भाग गणना 3 फिर खाली भाग स्थिति में जाना चाहिए और फिर भाग संख्या 0 पर आना चाहिए इसलिए बफर को केवल कुछ स्टेट में जाना चाहिए और कुछ अन्य स्टेट्स में नहीं जाना चाहिए इसलिए केवल आउटपुट या इवेंट्स के कुछ विशेष सीक्वेंसेस की अनुमति दी जानी चाहिए या विभिन्न आउटपुट के बीच कुछ दिए गए आदेश हो सकते हैं इसलिए ऐसा होने के बाद ऐसा होना चाहिए इसलिए ये हैं आप जानते हैं सीक्वेंसिंग ऑर्डरकभी कभी इंटरलॉक भी कहा जाता है अगर यह पहले से ही हुआ है जो घटित नहीं हो सकता है तो इस तरह का इसलिए मूल रूप से मैं जो जो हम कहना चाह रहे हैं वह यह है कि अगर सिस्टम स्टेट को डिस्क्रीट मान लिया जाए तो सिस्टम के वांछित व्यवहार के बारे में इस तरह के बयान दिए जाते हैं और फिर नियंत्रण की समस्या उन्हें एहसास करने के लिए है प्रक्रिया के लिए इनपुट का उपयोग करके इसलिए यह आम तौर पर एक सीक्वेंस और लॉजिक कंट्रोल प्रॉब्लम है उन्हें सीक्वेंस ऑफ लॉजिक कंट्रोल क्यों कहा जाता है क्योंकि यह एक फिनिट परिमित है इसलिए यह वर्णित है संख्यात्मकन्यूमेरिकल तरीकों की तुलना में लॉजिकल तरीकों से अधिक इससे पहले कि हम उन्हें और अधिक वैचारिक तरीकों से देखें हम एक उदाहरण लेते हैं तो आप जानते हैं यह देखो यह क्या है यह क्या है यह माना जाता है कि यह एक है यह माना जाता है कि यह डाई है यह एक मुद्रांकन प्रेस स्टांपिंग प्रेस माना जाता है आप जानते हैं इसलिए यदि आप इस पर गौर करते हैं तो यह स्टैम्प है यह प्रेस है ठीक है तो वहाँ दो solenoids अप solenoid और डाउन solenoid हैं इसलिए यदि अप solenoid सक्रिय है तो ये हाइड्रोलिक प्रेस हैं इसलिए यदि up solenoid प्रेस सक्रिय है तो प्रेशराइज्ड फ्लूइड पदार्थ इस मार्ग से बहता है और मशीन में चला जाता है तो मशीन इस तरह से निर्माण कर रही है कि फिर यह प्रेस यह प्रेस ऊपर जाता है इसी तरह अगर डाउन सॉलॉइड सक्रिय होता है तो यह प्रेस नीचे चला जाता है और यह इसलिए यह आपका है यह आपकी धातु की शीट है यह नीचे आता है और टिकटें इस पर इसलिए यह वापस रखना जारी रखता है मुद्रांकन को वापस लेना और शीट धातु का एक विशेष आकार बनाना आप जानते हैं इन चीजों का उपयोग आमतौर पर हमें कार बॉडी सही कहने में किया जाता है तो यह एक हाइड्रोलिक स्टैंप प्रेस है ठीक है तो और जाहिर है वहाँ हैं तो क्या होता है कि के बाद यह ऊपर चला जाता है ऊपर solenoid de energized हो सकता है तो क्या यह सबसे ऊपर की स्थिति या सबसे नीचे स्थिति तक पहुँच गया है यह फ सेंस होना चाहिए तो दो सेंसर हैं यह ऊपरी सीमा स्विच और निचली सीमा स्विच है और ये दो एक्ट्यूएटर्स हैं डाउन सॉलोनॉइड और अप सॉलॉइड एक्ट्यूएटर्स हैं और यह बात है हमारी प्रणाली है इसलिए यह एक सीक्वेंस कंट्रोल समस्या का एक विशिष्ट उदाहरण है जहां हम केवल रुचि रखते हैं यह देखें कि सिस्टम सब कुछ एनालॉग है यदि आप पर्याप्त रूप से ठीक दिखते हैं तो जाहिर है पिस्टन नहीं कर सकता सिस्टम तुरंत ऊपर से नीचे की स्थिति में नहीं आ सकता है लेकिन हमारा मतलब है कि इस प्रणाली के नियंत्रण के लिए हम इस में सीक्वेंसनियंत्रण के लिए इच्छुक नहीं हैं इस प्रणाली के लिए हम इंटरमीडिएट स्टेट को जानने के लिए इच्छुक नहीं हैं हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि इस मशीन पर मुहर लगनी चाहिए यदि वह आदेश दिया जाता है तो यह समय समय पर नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए ताकि केवल हम हमारे नियंत्रण समस्या में रुचि रखते हैं केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय समय पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे अनुक्रम से गुजरता है तो इस अर्थ में यह एक अनुक्रम सीक्वेंस कंट्रोलनियंत्रण समस्या है सही है तो यह है ऐसी अन्य समस्याओं की संख्या है उदाहरण के लिए कई अन्य एप्लीकेशन उदाहरण हैं उदाहरण के लिए एक प्लांट स्टार्टअप शटडाउन सीक्वेंस है इसलिए जब एक प्लांट शुरू किया जाता है तो शुरू में आपको स्तर सेट करने के लिए लाने होंगे शुरू में ऑटोमेटिक कंट्रोल तुरंत लागू नहीं हो सकता है इसलिए पहले आपको पता होगा कि शायद कुछ चैम्बर भरें इसलिए फिर शुरू करें इसलिए पहले वाल्व खोलें फिर आप पंप को एक बार शुरू करें फिर स्तर भरना शुरू हो जाता है फिर आप देखते हैं जब यह कुछ पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाता है तो आप पंप बंद कर देते हैं तब आप वाल्व बंद कर देते हैं तो मूल रूप से और फिर आप हीटर शुरू करते हैं इसलिए तापमान को ऊपर आने दें तो शायद ऑटोमेटिक कंट्रोल शुरू हो जाएगा तो शुरू में इन स्टार्टअप शटडाउन अनुक्रमों के लिए कोई भी मेरा मतलब है आप एक एनालॉग नियंत्रण करने में रुचि नहीं रख सकते हैं बल्कि सिस्टम वास्तव में डिस्क्रीट कंट्रोल पर आधारित है इसी तरह की चीजें शटडाउन अनुक्रमों के लिए होती हैं इसलिए एक बार चीजों को बंद करना पड़ता है तो कुछ ऐसे होते हैं आप जानते हैं सब डिस्क्रीट नियंत्रण कार्यों को लेना पड़ता है इसलिए ऐसी चीजों के लिए आमतौर पर सभी या लॉजिक नियंत्रक का उपयोग किया जाता है एक कन्वेयर है कन्वेयर बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हैं इसलिए कन्वेयर में आप इस मोटर गति बारे में परेशान नहीं होते हैं शायद आप इसके बारे में परेशान न हों इसलिए आपको केवल कन्वेयर शुरू करना होगा या कन्वेयर रोकना होगा शायद जब आप कन्वेयर पर भाग का पता लगाते हैं तो आप इसे शुरू करेंगे यदि आप उसके बाद भाग दूसरे छोर से बाहर जाता है तो आप इसे रोकते हैं तो कन्वेयर विशिष्ट उदाहरण हैं जहां बहुत सारे आप जानते हैं बहुत सरल पीएलसी नियंत्रण जगह लेते हैं अनुक्रम नियंत्रणविक्रांत कंट्रोल इसी तरह से ऑटोमेटेड असेंबली ऑपरेशन हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास एक पिक और प्लेस है रोबो इसलिए रोबो आप जानते हैं यह कुछ स्टेट में जाता है इसलिए यह है इसलिए शायद यह कहीं स्थित है और यह कार्यक्षेत्र के बायीं ओर से आइटम X पिक करके फिर उसे मशीन पर रखना फिर मशीन को ऑपरेट करना और फिर उसे उठाना फिर और फिर उस बीम पर रखना जो कार्यक्षेत्र के दाईं ओर है इसलिए ओवराल सीक्वेंस जिसके माध्यम से एक रोबो करता है या शायद एक उठाता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जगह पीसीबी पर लेता है इसलिए इस तरह के ऑपरेशन आमतौर पर सीक्वेंशियल कंट्रोलर द्वारा वर्णित और नियंत्रित किए जाते हैं अब हमें यह समझना चाहिए कि यह वास्तव में एक रोबो है जब यह होता है तो इसके मूवमेंट के लिए इसमें बहुत परिष्कृत नियंत्रण होते हैं इसके विभिन्न जोड़ों में सर्वो मोटर्स होते हैं इन सभी पर इसका एनालॉग नियंत्रण होता है लेकिन यहां हम नियंत्रणों को डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं एक अलग स्तर पर जहां हम इसमें स्पीड कंट्रोल लूप वास्तव में रुचि नहीं रखते हैं और यह काम कर रहा है लेकिन निचले स्तर पर है तो केवल यह अनुक्रमण हमें बताता है कि किस सेट पॉइंट को कौन सा समय देता है इसलिए यह एक प्रकार का पॉइंट सीक्वेंसिंग है यदि आप इसे एनालॉग नियंत्रण की दृष्टि से देखते हैं तो डिजिटल कंट्रोलर या डिस्क्रीट इवेंट कंट्रोलर के अनुक्रम के आधार पर एनालॉग कंट्रोलर पर अनुरूप एनालॉग सेट पॉइंट्स डाउनलोड किए जा रहे हैं और एनालॉग नियंत्रक वास्तव में जगह ले रहे हैं और रोबो की गति को नियंत्रित कर रहे हैं और फिर उन्हें अंतिम स्टेट्स के माध्यम से ले जा रहे हैं जहां तक नियंत्रण समस्या से अनुक्रम का संबंध है हम इसमें रुचि नहीं रखते हैं यह जानने या वर्णन करने पर कि कैसे एक रोबो आर्म एक बिंदु xy से दूसरे बिंदु X1y1 पर जा रहा है हम उस में रुचि नहीं रखते हैं हम सिर्फ यह कह रहे हैं आप सिर्फ एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जिसके द्वारा कमांड के उचित अनुक्रम को एनालॉग कंट्रोलर और के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है और फिर एनालॉग कंट्रोलर से उस गति का ख्याल रखने की उम्मीद की जाएगी ठीक है इसलिए यह वास्तव में एक सुपरवाइजर कंट्रोल प्रॉब्लम है इसलिए सीक्वेंसर लॉजिक समस्याओं को अक्सर एनालॉग कंट्रोलर को सेट पॉइंट प्रदान करने के लिए एक पर्यवेक्षी स्तर पर लागू किया जाता है जो एक स्वचालित ऑटोमेटिकनियंत्रण स्तर पर इसके नीचे एक पर काम कर रहे हैं इसी तरह सीक्वेंस कंट्रोल सीएनसी मशीनों में जहां कटौती की जाने वाली भाग कीज्योमेट्री के आधार पर मशीन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कभी कभी आपको करना पड़ता है आपको बिस्तर को इस तरह से स्थानांतरित करना पड़ता है कभी कभी हमें बिस्तर को इस तरह से स्थानांतरित करना पड़ता है कभी कभी आपको धुरी को बाहर निकालना पड़ता है हो सकता है आपको उपकरण बदलना पड़े आपको कुछ स्नेहक प्रवाह पर स्विच करना पड़ सकता है इसलिए विभिन्न प्रकार के आप जानते हैं फिर से पर्यवेक्षी नियंत्रणसुपरवाइजरी कंट्रोल क्रियाएं निर्दिष्ट की जानी चाहिए वास्तव में एक में पीएलसी वहाँ हैं मेरा मतलब है यह है अगर आप देखते हैं अगर आप एक सीएनसी मशीन नियंत्रण देखते हैं तब आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आमतौर पर दो अलग अलग नियंत्रण प्रोसेसर पर दो अलग अलग नियंत्रण प्रणालियां होती हैं इसलिए आपके पास एक आमतौर पर एक उच्च गति वाला माइक्रोप्रोसेसर या एक डीएसपी होता है आमतौर पर माइक्रोप्रोसेसर जो एनालॉग नियंत्रण समस्याओं का ख्याल रखते हैं जो कि हैं बहुत तेजी से और वास्तव में विभिन्न मोटर्स को नियंत्रित करते हैं और आपके पास एक पीएलसी है आम तौर पर मेरा मतलब है कि कुछ पीएलसी से बना है और जो देगा जो मूल रूप से इन विभिन्न गतियों को नियंत्रित करेगा और शायद मशीन की निगरानी भी करेगा Refer Slide Time 1646 इसलिए जैसा कि मैंने बताया है कि रोबोट का पर्यवेक्षी नियंत्रण तो सीक्वेंसयही कारण है कि पीएलसी का बेहद उपयोग किया जाता है मेरा मतलब है इस प्रकार की डिस्क्रीट इवेंट कंट्रोल प्रॉब्लम वास्तव में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत आम हैं और मेरा मतलब है आप शाब्दिक रूप से उनमें से सैकड़ों पाएंगे अब हमें एहसास होना चाहिए क्योंकि हम मुझे लगता है कि जब से हम हैं आप जानते हैं यह एक नई तरह की नियंत्रण समस्या है और आप जानते हैं हम एक ही मोटर या एक ही रोबो हैं जिसके बारे में हमने एनालॉग नियंत्रण के दृष्टिकोण से सीखा है हम अभी भी उनका उपयोग कर रहे हैं लेकिन अब उनके लिए पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे है और विभिन्न प्रकार की नियंत्रण समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे है वास्तव में यह समझना उपयोगी है कि एक प्रक्रिया का एक मॉडल है मेरा मतलब है कि आप किस प्रकार के मॉडल का निर्माण करेंगे आप पूरी तरह से एक प्रक्रिया के लिए निर्माण करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम व्यवहार का कौन सा पहलू आप वास्तव में कैप्चर करना चाहते हैं इसलिए यह हमेशा नहीं होता है इसलिए उदाहरण के लिए आइए हम कल्पना करें कि यदि आप कंप्यूटर को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए विभिन्न वास्तुशिल्पआर्किटेक्चर मॉडल हैं उदाहरण के लिए एक नॉर्मन वास्तुकला हो सकती है एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हो सकती है कई हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से कंप्यूटर के जाने माने आर्किटेक्चर मेरा मतलब है ऐसे मॉडल जिनके आसपास कंप्यूटर का निर्माण किया गया है अब आप जानते हैं कंप्यूटर आमतौर पर होते हैं आप जानते हैं बहुत बड़े डिजिटल सर्किट मेरा मतलब है अनुक्रमिक डिजिटल सर्किटसीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट जिन्हें कभी कभी एक के रूप में माना जाता है जैसा कि आप जानते हैंस्टेट मशीनें इसलिए स्टेट मशीनें फिर से हैं विभिन्न प्रकार की स्टेट मशीन इसलिए यदि आप जब आप कंप्यूटर को स्टेट मशीन के स्तर पर देख रहे हैं तो आप मॉडल का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं मेयली मशीन मूर मशीन मूल रूप से ऑटोमेटिक थियोरेटिकल मॉडल हैं इसलिए फिर से ये स्टेट मशीनें जो बनती हैं वे वास्तव में डिजिटल सर्किट से बने होते हैं तो डिजिटल सर्किट हम डिजिटल सर्किट का वर्णन कैसे करते हैं हम जानते हैं कि हम कर्णघट मानचित्रों का उपयोग करके कांबिनेशनल सर्किटों का वर्णन करते हैं या आप जानते हैं उत्पाद बूलियन फार्मूला का योग या यदि सीक्वेंशियल सर्किट हैं तो हम उन्हें स्टेट ट्रांजीशन टेबल के रूप में वर्णित करते हैं तो अब जो डिजिटल सर्किट बने हैं वे ट्रांजिस्टर से बने हैं अभी आप एनालॉग स्तर पर आ गए हैं इसलिए वहां आप वोल्टेजकरंट का वर्णन करना शुरू करते हैं और उनका समय बिहेवियर इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार के हैं आप जानते हैं छोटे सिग्नल नेटवर्क मॉडल या तो लो फ्रिकवेंसी मॉडल या हाई फ्रिकवेंसी मॉडल हैं हमने सीखा है कि हमने कई प्रकार के मॉडल सीखे हैं फिर से ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बने हैं तो सेमीकंडक्टर आप जानते हैं भौतिक फिजिकलमॉडल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनोंहोल्स एनर्जी बैंड इसलिए आप इसे देखते हैं लेकिन आप स्पष्ट रूप से ट्रांजिस्टर के एक सेट के रूप में एक स्टेट मशीन का वर्णन नहीं करेंगे इसलिए सब कुछ इसलिए एक स्पष्ट है हाईरारकी के पूरे अब्स्ट्रक्शंसइसलिए जैसे जैसे आप ऊपर और ऊपर जाते हैं आप अधिक से अधिक चीजों पर विचार करते हैं और आप उन्हें अधिक से अधिक संक्षेप तरीकों पर विचार करते हैं आप जानते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यह भी होता है कि एक ही डिवाइस को कुछ अलग तरह से देखा जा रहा है एक व्यक्ति द्वारा और दूसरी बात के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं यदि आपके पास डिजिटल है यदि आप एक डिजिटल सर्किट के उपयोगकर्ता हैं तो आप एक मॉडल का उपयोग करेंगे जैसे कि आप जानते हैं मेरा मतलब है नन्ड गेट या एंड गेट या फ्लिप फ्लॉप तो आप एक प्रकार के मॉडल का उपयोग करते हैं लेकिन सेमीकंडक्टर की कल्पना करते हैं गेट डिजाइनर की कल्पना करते हैं मेरा मतलब है गेट का वीएलएसआई डिजाइनर इसलिए वह है इसलिए आप निर्माण करते हैं आप एक गेट को ट्रांजिस्टर के रूप में क्यों नहीं देखते हैं लेकिन जैसा कि एक डिजिटल सर्किट क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किट ऐसा है जो ज्यादातर समय के लिए है जैसे कि मैंने जो उदाहरण दिया है एक स्विच या तो 5 वोल्ट की स्थिति में रहेगा या 1 वोल्ट की स्थिति में इसलिए यह 0 या 1 है इसलिए यह वर्णन करने के लिए पर्याप्त है कि यह 0 पर कब जाएगा और कब आप एक पर जाएंगे

यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि 0 से 1 तक वोल्टेज सिग्नल कैसे बढ़ेगा इसके बदलाव का वर्णन करना यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो वीएलएसआई डिजाइनर जो गेट को डिजाइन करना चाहता है तो आप जानते हैं कि गेट सर्किट ऐसा है यह स्वचालित रूप से 0 से 1 या 1 से 0 तक जाएगा लेकिन डिजाइन की सुंदरता या या डिजाइन का पूरा श्रेय यह समझने में जाता है कि वास्तव में आप कितनी तेजी से इसे बढ़ा सकते हैं कितनी कम पावर डिसिपेशन हो सकता है और इस तरह की चीजें तो दूसरी ओर सर्किट डिजाइनर केवल चिंतित है ज्यादातर 0 से 1 तक संक्रमण वाले हिस्से के बारे में चिंतित है इसलिए वह स्पष्ट रूप से एक ही गेट का एक दृश्य नहीं ले सकता है जैसा कि एक नंद गेट मॉडल के रूप में है उसे एक ही उपकरण को एक नॉनलीनियर ट्रांजिस्टर सर्किट के रूप में देखें क्योंकि उसका ध्यान केवल एनालॉग व्यवहार पर संक्रमण पर केंद्रित है इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि यहां तक कि औद्योगिक प्रक्रियाओं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेसके लिए भी स्पष्ट रूप से एनालॉग बिहेवियर है सब कुछ एनालॉग है लेकिन यदि हम जानते हैं कि एनालॉग बिहेवियर को एनालॉग नियंत्रणों द्वारा ध्यान रखा जा सकता है जो निम्न स्तर पर मौजूद हैं समस्या का सरलीकरण किया जा सकता है अगर हम उपयुक्त एनालॉग नियंत्रकों के अस्तित्व को मान लेते हैं तो समस्या को केवल उसी डिस्क्रीट कमांड को निर्दिष्ट करने के लिए सरल बनाया जा सकता है और उन आदेशों को कैसे महसूस किया जाएगा जो किसी और चीज का ध्यान रखते हैं इसलिए हमें मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए हम मॉडल को सरल करेंगे और विभिन्न मॉडलों का उपयोग करेंगे और फिर एक अनुक्रम नियंत्रण समस्या सीक्वेंस कंट्रोल प्रॉब्लमको हल करेंगे जो कि संपूर्ण विचार सही है इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप निरंतर परिवर्तनशील मॉडलों को देखते हैं तो वे सिग्नल एक रियल वैल्यू हैंउनके पास वास्तव में मूल्यों की अनंत संख्य है और समय भी है समय कभी कभी निरंतर होता है कभी कभी असतत डिस्क्रीट होता है इसलिए जब हमारे पास निरंतर समय मॉडल होते हैं फिर हमारे पास लगातार अलग अलग समय है लेकिन सभी व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर का उपयोग करके हमें समय को डिस्क्रीट करना चाहिए अर्थात हमें समय के कुछ उदाहरणों पर ही विचार करना चाहिए अब आपको महसूस होना चाहिए कि हम टाइम एक्सिस को डिस्क्रीट रहे हैं हम वेरिएबल को डिस्क्रीट नहीं बना रहे हैं वह अभी भी निरंतर चर वेरिएबल मूल्य कुछ भी हो सकता है इसलिए लेकिन टाइम एक्सेस कभी कभी डिस्क्रीट होता है इसलिए इसे कहा जाता है कंटीन्यूअस वेरिएबल मॉडल जहां वेरिएबल कोई भी मूल्य ले सकते हैं इसके विपरीत भी डिस्क्रीट मॉडल जो हम सीक्वेंस या तर्क नियंत्रण लॉजिक कंट्रोल समस्याओं के लिए उपयोग करने जा रहे हैं आम तौर पर चर वेरिएबल के मान जो हम विचार करेंगे परिमितफिनिट पर विचार करेंगे तो हम कहें हमारा विशिष्ट उदाहरण बंद है आप जानते हैं कुछ टैंक स्तर निम्न मध्यम उच्च इसलिए हमें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वास्तव में कितने मीटर हैं हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम पहले से ही सोच रहे हैं कि टैंक टैंक स्तर में है तीन प्रतीकात्मक मूल्यों में से एक ले सकता है तो उन प्रतीकों में से एक प्रत्येक वास्तव में किसी प्रकार के एनालॉग स्तर मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यदि यह 0 से 2 मीटर है तो हम इसे कम कहते हैं हम एक प्रतीक लो से दर्शाते हैं यदि यह 2 से 4 मीटर है तो हम इसे मध्यम मीडियम कहते हैं और यदि इसे 4 से 6 मीटर है जिसे हम उच्चहाई कहते हैं इसलिए हम एक नियंत्रण समस्या को परिभाषित कर सकते हैं जहां हम मूल्य जानने में रुचि नहीं रखते हैं लेकिन हम केवल यह देखना चाहते हैं कि जिस स्तर से पानी का स्तर कम से कम होता है उच्च से मध्यम पंप शुरू होता है इसलिए हम ऐसी चीजों को निर्दिष्ट करने में रुचि रखते हैं इसलिए परिमित डोमेन पर मानों को डिस्क्रीट करें और इसलिए हमारे पास हमारे पास है हमारे पास परिमित फॉयनाइट स्टेट स्पेस के रूप में जाना जाता है इसलिए चरवेरिएबल के कॉन्बिनेशन जो किसी सिस्टम में मौजूद हो सकते हैं एक में एक समान समय के लिए परिमित होने जा रहे हैं आप जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के मॉडल हैं जिन्हें हम बहुत अधिक नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारे पास दो प्रकार के मॉडल हैं जिन्हें सिंक्रोनस या एक एसिंक्रोनस कहा जाता है जहां आप जानते हैं हम मानते हैं कि सभी परिवर्तनशील परिवर्तन भी कुछ क्लॉक के साथ साथ एक जैसे होते हैं जैसे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस डिवाइस है जिससे आप जानते हैं इसलिए कभी कभी हमारे पास एसिंक्रोनस होता है इसलिए किसी भी समय कुछ चर वेरिएबल बदल सकते हैं इसलिए यह है कि आप यहां समय के विवेक को जानते हैं इसलिए यदि समय है अगर चर वेरिएबल किसी भी मूल्य पर एक मान से दूसरे मूल्य में बदल सकते हैं तो हम इसे अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस कहते हैं आपके द्वारा ज्ञात अवधियों की घड़ी घड़ी की टिकियां हम इसे तुल्यकालिक सिंक्रोनस कहते हैं इसलिए यह है इसलिए एक बार जब हम इसकी मात्रा निर्धारित करते हैं एक बार जब हम एक डिस्क्रीट बनाते हैं तो आप जानते हैं इस तरह के पर्याप्त असतत परिमित राज्य डिस्क्रीट फाईनाइट स्टेटप्रणाली का विवरण तब निर्माण करना आसान होता है तब हम सिस्टम के व्यवहार का निर्माण कर सकते हैं इसलिए आम तौर पर हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं तीन प्रकार के चरवेरिएबल वे इनपुट चर इनपुट वेरिएबलहोते हैं इनपुट वेरिएबल कुछ चीजें हैं जो बाहरी रूप से लागू होती हैं ठीक है वहां फिर आउटपुट चर वेरिएबल होते हैं और फिर स्टेट चर स्टेट वेरिएबल होते हैं इसलिए आउटपुट वेरिएबल कुछ होते हैं आप जानते हैं जो हम कह सकते हैं जिसे हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं और कुछ अन्य वेरिएबल भी हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन सिस्टम उनके माध्यम से गुजरता है ठीक हैइसलिए आमतौर पर हम सिस्टम और अधिकांश औद्योगिक समस्याओं पर विचार करते हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमारे पास केवल एक सीमित संख्या के सिस्टम स्टेटहै अब ये कहते हैं कि बिहेवियर क्या है बिहेवियर क्या है वह पैटर्न है जिसके द्वारा स्टेट में परिवर्तन होता है मेरा मतलब है प्रणाली निरंतर चलती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विकसित होती है अब स्टेट को क्यों बदलना चाहिएस्टेट परिवर्तन या तो बाहरी घटना से बदल सकता है इसलिए आप इसलिए एक कमरा अंधेरे में था अब आप जानते हैं कोई व्यक्ति आता है और एक इनपुट देता है या एक इनपुट वेरिएबल को बदलता है सिस्टम के बंद होने पर इस सिस्टम के परिणामस्वरूप कमरे की स्थिति अंधेरे से प्रकाश में जाती है ठीक है इसलिए यह बाहरी घटनाओं के कारण होने वाला एक स्टेट परिवर्तन है कभी कभी सिस्टम आंतरिक रूप से भी चलते हैं डायनेमिक्स किसी भी अन्य बाहरी इनपुट के बिना यह कर सकता है यह हो सकता हैस्टेट को सही बदल सकता है तो सिस्टम में कुछ व्यवस्था हो सकती है मान लीजिए कि इसे बनाने के बाद आइए हम एक पर नजर डालते हैं चलो एक मोनो लघु टाइमरमोनोशॉट टाइमरको देखते हैं आप जानते हैं कि वह एक सामान्य विद्युत उदाहरण है इसलिए शायद कुछ ऐसा हो जो एक बार आप इसे दबाएं कुछ बल्ब प्रकाशित होता है और फिर इसकी डायनामिक्स ऐसी होती है कि कुछ समय बाद बिना किसी इनपुट के खुद को लगाए जाने के बाद यह नीचे आ जाएगा इसलिए स्थिति परिवर्तन कभी कभी बाहरी घटनाओं के कारण होते हैं और कभी कभी आपको पता हैउनकी अपनी आंतरिक गतिशीलता के कारण वे नीचे आ सकते हैं तो यह है इसलिए जब हमें एक प्रणाली का वर्णन करना होगा तो क्या हम वर्तमान में एक उदाहरण देखेंगे हमें मूल अनुक्रम नियंत्रण सीक्वेंशियल कंट्रोलके उद्देश्य के लिए एक प्रणाली को मॉडल करना होगा मूल रूप से हमें यह पता लगाना होगा कि कौन से चर वेरिएबल हैं जो इनपुट चर वेरिएबल हैं जो आउटपुट चर वेरिएबल हैं वे कैसे बदलते हैं क्या इनपुट बदलते हैं क्या इनपुट परिश्रम का कारण होता है जो स्टेट में परिवर्तन होता है इसलिए मूल रूप से यदि आप इनका वर्णन कर सकते हैं तो हमें सिस्टम मॉडल मिल गया है